सभी को नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम ADME के विषय पर जारी रखेंगे A GI में अवशोषण है D प्लाज्मा और अन्य ऊतकों में वितरण है M चयापचय है जो यकृत और अन्य भागों के अंदर जगह ले सकता है और E उत्सर्जन है इसलिए हमने कहा कि अवशोषण कमजोर एसिड और कमजोर क्षार को देखता है क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण हैं GI region के अंदर pH में जबरदस्त परिवर्तन होता है उदाहरण के लिए यदि 14 से 21 पेट में pH हैं तो दवा डुओडेनम में जा सकती है जेजुनम जहां पीएच 44 से 66 और इलियम पीएच 68 से 8 और फिर कोलन 5 से 8 है इसलिए एक अत्यधिक अम्लीय से क्षारीय तक के पीएच में एक बड़ा बदलाव होता है इसलिए अधिकांश अम्लीय दवाएं और कमजोर क्षारीय दवाएं पेट में अवशोषित हो जाती हैं क्षारीय दवाओं को पेट में आयनित किया जाता है और आंत में संघनन किया जाता है इसलिए वे आंत में अवशोषित हो जाते हैं इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप दवा को कहाँ अवशोषित करना चाहते हैं और विशेष रूप से यदि यह एक त्वरित तेज़ क्रिया या त्वरित क्रिया है जो आप चाहते हैं कि यह यहाँ अवशोषित हो जाए तो धीमी गति से आप जिस क्रिया को करना चाहते हैं वह वास्तव में लाइन पर होती है इसलिए हमने पीएच से संबंधित पीकेए पीएच से संबंधित पीकेबी और चार्ज बनाम बिना चार्ज के लॉग के लिए इस विशेष समीकरण को पेश किया इसलिए यदि आपने अणु को चार्ज किया है तो वे अत्यधिक ध्रुवीय हैं वे झिल्ली अवरोध को पार नहीं करेंगे इसलिए आदर्श रूप से इसे अपरिवर्तित रूप में होना चाहिए ताकि वे लिपिड झिल्ली बाधा को पार कर सकें अधिक आवेशित होगा यह पार नहीं करेगा ताकि अवशोषण की प्रक्रिया पूरी हो वितरण हमने कहा कि शरीर एक बड़े बर्तन की तरह है जैसे एक बड़ा बर्तन जिसमें बहुत सारा पानी होता है इसलिए दवा वितरित हो जाती है और निश्चित रूप से यह एक समान नहीं होती है क्योंकि आपके पास प्लाज्मा होता हैअन्य ऊतक कई अलग अलग आंतों के तरल पदार्थ वसा ऊतक इंट्रासेल्युलर तरल पदार्थ ट्रांससेलुलर तरल पदार्थ होते हैं तो कुछ दवाओं को केवल प्लाज्मा में वितरित किया जाएगा यदि यह एक अत्यधिक lipophilic है यह ऊतक में absorb हो सकता है इसलिए दवा के प्रकार के आधार पर वितरण की मात्रा बदल सकती है और जैसा कि मैंने दिखाया कि प्लाज्मा में उस दवा की अधिकतम सांद्रता वितरण की मात्रा पर निर्भर करेगी वितरण की मात्रा कम होगी अधिकतम मात्रा कम होगी मात्रा कम वितरण अधिक होगा कि सांद्रता तो यह समीकरण मात्रा खुराक C0 खुराक दवा की मात्रा है जो हम देते हैं तो वे व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित हैं मात्रा और अधिकतम सांद्रता के आधार पर यह दवा के प्रकार के आधार पर बदल जाएगी और इतने सारे मापदंडों के आधार पर वी बदल सकता है फिर मैंने आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य भी दिखाया जो इस संदर्भ से लिया गया है उदाहरण के लिए वार्फरिन में वितरण की मात्रा बहुत कम होती है जबकि यदि आप क्लोरोक्वीन लेते हैं जो एक मलेरिया रोधी है वारफेरिन एक रक्त पतला करने वाला पदार्थ है इसलिए क्लोरोक्वीन का वितरण बहुत अधिक मात्रा में होता है इसलिए कई दवाओं और अल्कोहल उदाहरण के लिए वितरण के विभिन्न संस्करणों में भी हैं इसलिए जैसे जैसे वितरण का आयतन उच्च और उच्च होता जाता है वैसे वैसे सांद्रता भी वास्तव में नीचे और नीचे होती रहती है फिर चयापचय में क्योंकि शरीर के अंदर विशेष रूप से यकृत और अन्य स्थानों पर बहुत सारे बायोट्रांसफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एंजाइमों की मौजूदगी के कारण ऑक्सीडाइरेक्टेस प्रकार के एंजाइम लिपिड एस्ट्रैसेस हाइड्रोलिसिस होते हैं और बायोट्रांसफॉर्म के 2 चरण होते हैं चरण 1 जहां या तो हाइड्रॉक्सिलेशन या ऑक्सीकरण कमी होती है और फिर दूसरे चरण में सल्फेट प्रकार के समूहों को जोड़ने जैसी चीजें होती हैं तो औषध क्रिया बढ़ सकती है या घट सकती है इसलिए दवा प्रभावी और गैर प्रभावी हो सकती है जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो विषाक्त हो सकता है इसलिए ये सभी मुद्दे हो सकते हैं इसलिए चरण 1 दवाओं को बदलता है और चरण 2 के लिए साइट बनाता है ऑक्सीकरण कमी हाइड्रोलिसिस ये 3 चीजें हैं जो होती हैं चरण 2 में हमारे पास जो जोड़े हैं वे चरण एक में विद्यमान हैं इसलिए ग्लुकुरोनिक एसिड या सल्फेट के साथ ग्लुकुरोनाइड के लिए संयुग्मन होता है यह चरण 2 है इसलिए यौगिक हाइड्रोफिलिक बन जाता है इसलिए यह मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है वास्तव में चयापचय अच्छा माना जाता है ताकि शरीर को विषाक्त पदार्थों से साफ किया जाए लेकिन दवा को भी विष के रूप में देखा जाता है और चयापचय किया जाता है कई कारक इस जैव परिवर्तन दौड़ आयु लिंग प्रजातियों को प्रभावित करते हैं खरगोश या मानव जैसे घोड़ों या जानवरों के मुकाबले बंदरों में अलग चयापचय हो सकता है नैदानिक या शारीरिक स्थिति बीमार रोगी स्वस्थ रोगी यदि आप अन्य दवाएं दे रहे हैं तो वे दवाएं इन दवाओं पर कार्रवाई कर सकती हैं और फिर मेटाबोलाइज़ हो सकती हैं भोजन जो भी भोजन हम उदाहरण के लिए खा रहे हैं लकड़ी का कोयला ग्रिल अंगूर का रस तो यह कुछ साइटोक्रोम पी को बढ़ाता है जब एक लकड़ी का कोयला ग्रिल मिलता है अंगूर का रस CYP cytochrome P3A तो भोजन के प्रकार के आधार पर चयापचय प्रभावित होगा अब पहले मेटाबोलिज्म को पास करें इसका मतलब है कि जब यह पहले पास के लिवर से गुजरता है तो आपको बहुत अधिक मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है और इसके बाद यह स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है तो अवशोषण वितरण चयापचय उत्सर्जन चौथा चरण है आपके पास ग्लोमेर्युलर निस्पंदन दर GFR है गुर्दे के माध्यम से फ़िल्टर्ड तरल पदार्थ का ग्लोमेरुलर प्रवाह दर इसलिए इसे जीएफआर कहा जाता है क्रिएटिनिन क्लीयरेंस दर जो कि CCR या CrCl है ब्लड प्लाज्मा की मात्रा है जिसे क्रिएटिनिन प्रति यूनिट समय पर साफ किया जाता है यह जीएमआर को समझने का एक बहुत ही उपयोगी उपाय है तो क्रिएटिनिन रक्त प्लाज्मा से प्रति समय कितना निकाला जाता है तो यह आपको GFR बताता है तो आपके पास ड्रग्स हैं आपके पास ऑक्सीकरण या संयुग्मन है इसलिए आपको मेटाबोलाइट्स स्थिर एडेक्ट मिल सकते हैं तो अगर यह ध्रुवीय है तो तुरंत मूत्र के माध्यम से चला जाता है अगर यह गैर ध्रुवीय है तो ये स्थिर जोड़ हैं यह पित्त उन्मूलन मल में जा सकता है तो यह है कि शरीर से दवाओं का उत्सर्जन कैसे होता है तो हमारे पास ऑक्सीकरण संयुग्मन कुछ स्थिर उत्पाद मेटाबोलाइट्स हैं क्योंकि ये सभी ध्रुवीय हैं जो मूत्र में हटा दिए जाते हैं गैर ध्रुवीय इसे चला जाता है यह मल में निकल जाएगा इसलिए आमतौर पर मूत्र मुख्य है जीएफआर ग्लोमेर्युलर निस्पंदन 25000 डॉल्टन से नीचे की सभी दवाओं को हटा देता है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अधिकांश दवाएं 500 डाल्टन या उससे कम के आणविक वजन के आसपास हैं तो संभावना है कि दवाओं को अच्छी तरह से मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित किया जा सकता है प्लाज्मा प्रोटीन बाध्यकारी द्वारा कम किया जाता है केवल प्लाज्मा का एक हिस्सा फ़िल्टर किया जाता है ट्यूबलर स्राव सक्रिय वाहक के लिए और आयनों के लिए प्रक्रिया करते हैं और probenicid द्वारा बाधित होते हैं एक निष्क्रिय पुन अवशोषण होता है तो जैसा कि यह बाहर आने की कोशिश करता है इन ट्यूब्यूल कोशिकाओं में शरीर में फिर से लिपिड घुलनशील दवाओं को फिर से अवशोषित किया जा सकता है तो यह उत्सर्जित हो जाता है और कुछ लिपिड अणुओं का एक निष्क्रिय पुन अवशोषण होता है इसलिए यदि आपके पास क्षारीय पीएच में आयनित रूप में मौजूद कमजोर एसिडक दवा है तो संभावना है कि यह फिर से अवशोषित नहीं होगा इसलिए वे कमजोर क्षारीय pH के लिए तेजी से और उसी चीज को उलट देंगे इसलिए यदि आपके पास कमजोर क्षारीय संभावना है तो यह फिर से अवशोषित हो सकता है तो आपके पास फार्माकोकाइनेटिक्स है जो इस पूरे एडीएमई का मात्रात्मक तरीके से अध्ययन करता है तो हम क्या करेंगे मानव में हम रक्त मूत्र मल के बारे में जानते हैं हम समाप्त हो चुकी हवा को देखते हैं और फिर हम दवा की सांद्रता का पता लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि दवा शरीर से कैसे निकल जाती है मूत्र में प्रति मिनट मूत्र की मात्रा प्लाज्मा सांद्रता जिसे वृक्क निकासी कहा जाता है Conc in urine x vol of urine per minplasma conc renal clearance मूत्र की सांद्रता मात्रा जो आपको कुल दवा मात्रा जो मूत्र प्लाज्मा सांद्रता द्वारा हटा दी जाती है जो कि गुर्दे की निकासी है यदि न तो स्रावित होता है और न ही फिर से अवशोषित किया जाता है तो निकासी इंसुलिन की निकासी के बराबर होती है जो कि 120 मिली मिनट है क्योंकि इंसुलिन न तो पुनः अवशोषित होता है और न ही ग्लोमेर्युलर निस्पंदन के बाद गुर्दे द्वारा स्रावित होता है तो इसके उत्सर्जन की दर सीधे पानी के निस्पंदन की दर और ग्लोमेर्युलर फिल्टर में विलेय की आनुपातिक है इसलिए हम यह जांचने के लिए इनुलिन का उपयोग कर सकते हैं कि इसे निकालने में प्रणाली कितनी अच्छी है यदि स्राव से पूरी तरह से साफ पी हिप्पुरिक एसिड की निकासी रक्त प्रवाह है जो लगभग 700 ml per minute है तो इन मापदंडों को समझने के लिए बहुत उपयोगी हैं प्रणाली मूत्र कैसे होता है गुर्दे काम करते हैं और मूत्र में निकासी कैसे होती है और यह आपको GFR का माप भी देता है इसलिए यदि आप प्लाज्मा में दवा मात्रा की निगरानी करते हैं अगर इसे एक मौखिक दवा के रूप में दिया जाता है तो दवा की सांद्रता x अक्ष पर बढ़ जाती है y अक्ष सांद्रता है इसलिए यह अधिकतम तक पहुंचता है और फिर नीचे आने का कारण बनता है उत्सर्जन है इसलिए हम पहले ऑर्डर रिलेशनशिप को ct सांद्रता C0 लिख सकते हैं जो कि अधिकतम पहुंच वाला है तो अगर आप इसे C0 e पॉवर केएल K एलिमिनेशन को बढ़ाते हैं जिसे एलिमिनेशन की दर स्थिर कहा जाता है lnCt lnCo Kel t logCt logCo Kel t 2303 यदि आप दोनों का ln लेते हैं तो आप ln K उन्मूलन के साथ समाप्त होने जा रहे हैं यदि आप लघुगणक लेते हैं तो यह बेस 10 के साथ है यह बेस ई के साथ है हम 2303 द्वारा विभाजित करते हैं तो हम क्या करते हैं हम इसको अंत तक बढ़ाते हैं यदि आपके पास x अक्ष समय के रूप में है तो ln के बजाय लघुगणक C0 के रूप में y अक्ष तो हम यह रेखा खींचते हैं कि इसे विस्तारित करें और देखें कि यह कहां स्पर्श करता है और आप एंटी लॉग लेते हैं जो आपका C0 होगा और फिर यह slope आपका K उन्मूलन होगा इसलिए हम C0 और K दोनों पता लगाते हैं इसलिए यह समझने के लिए एक बहुत उपयोगी संबंध है कि प्लाज्मा पर दवा सांद्रता कैसे गिरती है हम यह भी गणना कर सकते हैं कि दवा का half life क्या होगा इसका मतलब है कि सांद्रता इसकी अधिकतम सांद्रता में आधी हो जाती है इस तक पहुँचने के लिए सांद्रता में जो समय लगता है हम इसका पता लगा सकते हैं तो ये बहुत उपयोगी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं इसके अलावा हम वितरण की मात्रा की गणना कर सकते हैं यह खुराक C0 है यही C0 है हम जानते हैं कि हमने कितनी खुराक दी प्लाज्मा क्लीयरेंस के एलिमिनेशन और कुछ नहीं है लेकिन इस slope वॉल्यूम क्लीयरेंस है प्लाज्मा आधा जीवन जो कि कितने समय तक टी आधा रह जाता है 0693 K उन्मूलन जैव उपलब्धता वक्र के नीचे का क्षेत्र है यदि इसे वक्र के नीचे क्षेत्र द्वारा मौखिक विभाजन के रूप में दिया जाता है और इसे IV के रूप में दिया जाता है जो आपको जैव उपलब्धता प्रदान करता है Volume of distribution V DOSE Co Plasma clearance Cl Kel V plasma half life t12 or t12 0693 Kel Bioavailability x iv तो इस ग्राफ से हम बहुत सारी गणना कर सकते हैं तो हम इसे बढ़ाते हैं और फिर वहां से एंटी लॉग लेते हैं हमें C0 मिलता है और यह slope आपको K उन्मूलन देगा वितरण की मात्रा खुराक C0 है प्लाज्मा क्लीयरेंस Cl K उन्मूलन आयतन जो आपको यहाँ से मिलता है t प्लाज्मा अर्ध जीवन काल 0693 K उन्मूलन यदि आपके पास यह समान ग्राफ है जब इसे IV फॉर्म क्षेत्र में दिया गया है जो कि वक्र के तहत मौखिक रूप से IV क्षेत्र में वक्र के तहत विभाजित है जैसा कि मैंने कहा कि आमतौर पर जैवउपलब्धता बहुत अधिक है और इसलिए कि लक्ष्य स्थल पर सांद्रता अच्छी है दवा की प्रभावकारिता अच्छी है हमें दवा की बहुत अधिक खुराक देने की आवश्यकता नहीं है ताकि संभवतः विषाक्तता भी कम हो सके इसलिए यदि आपके पास multiple doses हैं तो कुछ संचय होने वाला है इस दवा का संचय ऊतकों में हो सकता है या यह प्लाज्मा से पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है तो आपके पास इस प्रकार का अप एंड डाउन हो सकता है यह loading doses है यही कारण है कि कभी कभी पहली खुराक या दूसरी खुराक प्रभावी नहीं हो सकती है लेकिन तीसरा 4th खुराक प्रभावी हो जाती है क्योंकि शायद ऊतक अवशोषण के कारण दवा का धीमा निर्माण होता है फिर आगे और भी उनींदापन होता है बेशक आपको यह देखने की ज़रूरत है कि क्या आपको दवा की विषाक्त सीमा पता है आप विषाक्तता के भीतर विषाक्त सीमा से नीचे काम करते हैं इसलिए यदि आपके पास प्रभावी रेंज और विषाक्त है तो यह काम करना अच्छा होगा जिसके भीतर प्रभावी हो सकता है यदि आप एंटी बैक्टीरियल देख रहे हैं तो आप न्यूनतम निरोधात्मक सांद्रता जानते हैं इसलिए आप चाहते हैं कि दवा हर समय उस एमआईसी से ऊपर हो लेकिन यह विषाक्त सीमा से कम होनी चाहिए इसलिए ADME को समाप्त करने के लिए हमारे पास मौखिक रूप से दी गई खुराक है आपके पास पेट का पीएच 2 है हम इन स्थितियों पर स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं और फिर ऐसे एंजाइम होते हैं जो दवा को नीचा दिखा सकते हैं फिर घुलनशीलता कि दवा को घुलनशील होना है एक विस्तृत श्रृंखला पर पीएच आंत का पीएच बड़ा हो गया है यह अभी भी स्थिर होना है तो बेशक आप मेटाबोलाइट्स बना रहे हैं उन्हें स्थिर होना है तो हमारे पास पारगम्यता है वह यह है कि बाधा को पार कर रहा है इसलिए पारगम्यता हमने पारगम्यता के बारे में काफी बात की जो log P में महत्वपूर्ण है आम तौर पर यह भोजन की तरह ही पारगम्यता का निष्क्रिय प्रकार है पीएच बड़ा है हमारे पास Pgp efflux है मैं इस बारे में बात करूंगा कि बाद में Pgp इफ्लक्स और P ग्लाइकोप्रोटीन हैं जो दवा को बाहर फेंक देंगे तो हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे फिर बेशक चयापचय चरण 1 चयापचय चरण 2 चयापचय और फिर आप प्रोटीन binding भी हो सकते हैं यदि आपके पास अम्लीय दवाएं हैं तो protein binding एक बड़ी समस्या हो सकती है फिर यकृत के अलावा आपको शरीर में मौजूद अन्य एंजाइमों पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आपकी दवा स्थिर है या नहीं और फिर निश्चित रूप से गुर्दे मूत्र का उत्सर्जन गुर्दे की पारगम्यता में आता है और फिर निष्क्रिय के माध्यम से फिर से विशिष्ट साइट पर पारगम्यता आप फिर से Pgp efflux में आ सकते हैं इसका मतलब है कि पी ग्लाइकोप्रोटीन आपकी दवा को बाहर फेंक सकता है और इससे इसकी सांद्रता में कमी आएगी और फिर यह वितरण वितरण की मात्रा जिसके बारे में हमने बात की जो शरीर में दवा की सांद्रता को बदल सकती है फिर से हमारे पास पारगम्यता है फिर सेलुलर विभाजन अगर दवा कोशिकाओं की उपस्थिति में जा रही है तो दवा का विभाजन चयापचय हो रहा हो सकता है और अंत में लक्ष्य साइट तक पहुंच सकता है तो बहुत सारे कदम जिसके पहले दवा चला जाता है लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है और जैव गतिविधि का प्रदर्शन करता है तो जैव गतिविधि परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन इन सभी पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ साथ एंजाइमों की उपस्थिति और कई और अधिक की वजह से जैवउपलब्धता और स्थिरता घुलनशीलता और ये सभी कारक तबदील हैं गतिविधि संशोधित नहीं होती है प्रभावकारिता संशोधित हो सकती है क्योंकि दवा के चयापचय के कारण दवा कम प्रभावकारिता बन सकती है नए अणुओं का निर्माण और इसी तरह तो इस कदम का पूरा सेट दवा की कार्रवाई को प्रभावित करता है कुल मिलाकर यही कारण है कि कई दवाएं जब वे नैदानिक परीक्षणों में जाती हैं चाहे वह पशु हो या मानव असफल हो हालांकि हो सकता है कि यह एंजाइम assays या कुछ बैक्टीरिया assays और इतने पर प्रयोगशाला में बहुत अच्छी गतिविधि दिखाए कई नियम मॉडल हैं जो इस बात का अहसास दिलाते हैं कि क्या कोई दवा जैव उपलब्ध हो सकती है मौखिक रूप से जैव उपलब्ध है या नहीं यह इन सभी स्थितियों को अच्छी घुलनशीलता और एक अच्छी GI penetration और कई नियम हैं तो हम इन नियमों में से कुछ पर एक नज़र डाल सकते हैं और जब आपके पास एक नया यौगिक डिज़ाइन किया जाता है तो आप यह देख सकते हैं कि क्या यह इन सभी नियमों को पूरा करेगा या क्या यह सभी नियमों को पूरा नहीं करता है यदि यह संतुष्ट नहीं करता है और यदि आपको लगता है कि कुछ समस्या हो सकती है तो आपको activity selection को लेने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इन नियमों का उपयोग बड़ी संख्या में अणुओं की स्क्रीनिंग के लिए भी कर सकते हैं यही हम करते हैं बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया अच्छी तरह से समझा अच्छी तरह से माना जाता है जिसे लिपिंस्की नियम 5 कहा जाता है Lipinski and Pfizer ने बड़ी संख्या में दवाओं को देखा वे ड्रग्स हैं जो एफडीए द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सभी दवाएं कुछ शर्तों को पूरा करती हैं पहला अणु वजन 500 से कम है इसलिए उन्होंने कहा कि आपके पास अणु होने चाहिए जो कि 500 से भी कम हैं आपके पास बहुत बड़े अणु नहीं हो सकते कृपया ध्यान दें कि यह oral के लिए है यह नियम है मैं जिन सभी नियमों के बारे में बात करने जा रहा हूं वह oral दवा के लिए है न कि IV या IP के लिए और इसी तरह हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता की संख्या 10 जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है कृपया ध्यान दें कि यदि आपके पास एक अम्लीय O है तो यह एक स्वीकर्ता नहीं होगा लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को hydrogen bond acceptors के रूप में परिभाषित किया गया है हाइड्रोजन bond donors जो NH या OH है 5 होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अणु के हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक प्रकृति को निर्धारित करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि वे विभिन्न एंजाइमों के साथ कैसे जाते हैं और बांधते हैं तो स्वीकार करने वालों की संख्या 10 होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स की संख्या 5 होनी चाहिए और ln P जो मैंने परिभाषित किया कि ऑक्टेनॉल जल विभाजन गुणांक 5 होना चाहिए इसका मतलब है कि अगर यह 5 से अधिक है तो आप एक अणु के बारे में बात कर रहे हैं जो हाइड्रोफोबिक है और यदि यह 0 या उससे कम है तो हम एक ऐसे अणु के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही हाइड्रोफिलिक है इसलिए हम दोनों नहीं चाहते हैं इसलिए उनके अनुसार यह इस क्षेत्र में होना चाहिए लेकिन ऐसे नियम हैं जो इस क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं तो उनके अनुसार यदि 2 पैरामीटर सीमा से बाहर हैं और फिर संभावना है तो निश्चित रूप से इसका अवशोषण या पारगम्यता होगी और जैव उपलब्धता भी कम होगी इसलिए उस अणु को न लें यदि मापदंडों में से 1 खराब है तो हो सकता है कि इसमें यथोचित जीआई अवशोषण हो सकता है लेकिन यदि 2 नहीं तो यह नियम है अतः आणविक भार 500 हाइड्रोजन बांड acceptors की संख्या 10 हाइड्रोजन बांड donors की संख्या 5 log P5 अर्थात 0 से 5 है इसे लिपिंस्की का नियम 5 कहा जाता है इसी तरह कई नियम हैं मैंने कहा हम उनमें से कुछ को देखने जा रहे हैं हमारे पास एक और नियम है जिसे Ghose et al कहा जाता है इसे drug likeness गुण कहा जाता है इसलिए वे फिर से लॉग पी के साथ आए एम ए कई उपसर्ग हैं इसलिए इनकी गणना अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके की जाती है तो इसने थोड़ी अधिक रेंज 04 से 056 दी मोलर अपवर्तकता 40 से 130 के बीच वे एक नए पैरामीटर लाए यह एक परमाणु या समूह द्वारा कब्जा की गई मात्रा है और तापमान अपवर्तन के सूचकांक और दबाव पर निर्भर है यह एक volume occupied है इसलिए वे 40 से 130 के बीच की मात्रा में लाते हैं आणविक भार देखो लिपिंस्की ने कहा कि 500 जबकि वे 160 से 480 ला रहे हैं वे भी परमाणुओं की संख्या 20 से 70 लाते हैं इसलिए उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं वे नए सेट के साथ आए हैं पैरामीटर या डिस्क्रिप्टर हम इसे पैरामीटर डिस्क्रिप्टर ड्रग की विशेषताएं कहते हैं इसे Ghose et al ड्रग समानता गुण कहा जाता है फिर चूहों में मौखिक जैव उपलब्धता के लिए Veber rule है उन्होंने कहा 10 रोटेटेबल बॉन्ड क्यों रोटेटेबल बॉन्ड महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यदि आपके पास अधिक रोटेटेबल बॉन्ड हैं तो यह अलग अलग पुष्टि कर सकता है और इसलिए प्रोटीन के साथ बंधन में degrees of freedom है ध्रुवीय सतह क्षेत्र 140 एंग्स्ट्रॉम स्क्वायर होना चाहिए यदि यह अधिक है तो निश्चित रूप से यह अधिक हाइड्रोफिलिक बन जाता है यह जीआई के माध्यम से पारगम्य नहीं होगा 12 से कम हाइड्रोजन बॉन्ड acceptors donors इसलिए वे हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकरर्स के बीच अंतर नहीं करते थे लिपिंस्की की तरह डोनर अलग से इसे Veber rule कहा जाता है इसके बाद एक और नियम आता है जो Muegge et al नियम है तो उन्होंने जो किया वह एक अणु को देखकर लगा कि क्या इस प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं अमाइन एमाइड अल्कोहल कीटोन सल्फोन जैसा कि आप जानते हैं इसलिए उन्होंने दवाओं में आमतौर पर पाए जाने वाले संरचनात्मक टुकड़े की उपस्थिति के आधार पर एक अंक दिया इसलिए वे कहते हैं कि ड्रग्स में केवल ये समूह एस्टर यूरिया एमिडीन गुआनिडीन कार्बामेट कार्बोक्जिलिक एसिड सल्फोनामाइड सल्फोन कीटोन अल्कोहल एमाइड अमीन होंगे तो आप इसके लिए 1 अंक दें प्रत्येक गैर अतिव्यापी फार्माकोफोरिक सुविधा के लिए 1 अंक दें इसका मतलब है कि अगर इसे 2 कीटोन समूह मिल गए हैं तो 2 नहीं 1 अंक देते हैं इसलिए 2 से 7 के स्कोर वाले अणु को दवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इसलिए अपने अणु को देखें और देखें कि ये समूह कितने मौजूद हैं इसलिए आप इस गैर अतिव्यापी में से प्रत्येक के लिए 1 अंक देते हैं और यदि यह 2 और 7 के बीच आता है तो आप दवाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं ये समूह यहां तक कि अगर यह 1 मौजूद है यौगिकों में carbolic carboxylic acid or amine की एकल विशेषता है तो आप इसे एक दवा के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं भले ही इसमें एक ही विशेषता हो जो कि वहां हो तो उन्होंने इसे कैसे किया उन्होंने एफडीए मुँह से दवाओं अनुमोदित सभी वाणिज्यिक दवाओं में मौजूद विभिन्न कार्यात्मक समूहों को देखा और फिर उन्होंने कहा कि हम इस गैर अतिव्यापी समूह में से प्रत्येक की उपस्थिति के लिए 1 अंक देंगे और यदि स्कोर है 2 से 7 के बीच आप इसे एक दवा के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं यदि यौगिकों में यह एकल होता है भले ही इसमें 1 एकल विशेषता शामिल हो तो हम इसे एक दवा के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं जिसे Muegge नियम कहा जाता है आंत के माध्यम से प्रभावी पारगम्यता की गणना इस समीकरण log P प्रभावी से की जाती है PSA ध्रुवीय सतह क्षेत्र है HBD हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स का अर्थ OH or NH है तो यह आंकड़ा इस संदर्भ से लिया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि ध्रुवीय सतह क्षेत्र कम है इसका मतलब है कि यह लिपोफिलिक है अवशोषण भिन्नात्मक आंत में अवशोषण बहुत बहुत अधिक है LogPeff 2546 0011 PSA 0278 HBD जैसे जैसे ध्रुवीय सतह बढ़ती है इसका मतलब है कि यह अधिक हाइड्रोफिलिक हो जाता है तब यह नीचे गिर जाता है और यह बहुत कम आता है जब क्षेत्र ध्रुवीय सतह क्षेत्र 140 एंग्स्ट्रॉम वर्ग से ऊपर होता है यही कारण है कि जैसा कि आप 1 नियम में देख सकते हैं हमने कहा कि यह 140 एंग्स्ट्रॉम स्क्वायर होना चाहिए लेकिन आदर्श रूप से यह 100 होना चाहिए ताकि आपके पास कम से कम 50 अवशोषण हो तो इस क्षेत्र में ध्रुवीय सतह क्षेत्र मौजूद होना चाहिए जिसका अर्थ है कि लिपोफिलिसिस अच्छा है लेकिन निश्चित रूप से हम यह नहीं जानते हैं कि यदि आपके पास अधिक लिपोफिलिक है तो घुलनशीलता अच्छा होगा तो आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उसी समय एक घुलनशील अणु है आप इस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते हैं ताकि ध्रुवीय सतह क्षेत्र और हाइड्रोजन बॉन्ड दाताओं पर आधारित है जो यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभावी निष्क्रिय पारगम्यता कैसे होगी फिर log P आया जैसा कि मैंने कहा कि log P एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है log P ऑक्टेनॉल जल विभाजन गुणांक है यह एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक संतुलन देता है हाइड्रोफिलिक का अर्थ है पानी और रक्त में घुलनशील हाइड्रोफोबिक का मतलब लिपिड में घुलनशील होता है और इसे पार ले जाया जाता है और अधिकांश दवाओं में 2 से 4 के बीच log P होता है 4 या 5 अत्यधिक हाइड्रोफोबिक होता है आपके पास कुछ एंटी फंगल दवा होती है जिनका पी लॉग बहुत अधिक होता है यदि log P बहुत कम है तो यह अत्यधिक हाइड्रोफिलिक है यह बाधा को पार नहीं कर सकता है इसलिए इसे IV के रूप में दिया जा सकता है इस मॉर्फिन को बहुत कम log P अत्यधिक हाइड्रोफिलिक आपके यहाँ बहुत सारे OH समूह हैं नाइट्रोजन इसलिए इसे हमेशा IV के रूप में दिया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि C or M वे सभी वास्तव में विभिन्न सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं कोकीन 272 इंडिनवीर 278 इमिप्रामाइन हाई log P है केवल 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड acceptorsअन्यथा बहुत CH2 अत्यधिक हाइड्रोफोबिक अणु मिला है हालाँकि इसको कई O मिल गए हैं लेकिन इसे कई CH2 समूह भी मिले हैं यहाँ बेंजीन है और वास्तव में यह एक log P value वास्तव में बुरा नहीं है जैव फार्मास्युटिकल ने ड्रग्स को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है इसे अत्यधिक घुलनशील अत्यधिक पारगम्य कहा जाता है फिर हमारे पास खराब घुलनशील अत्यधिक पारगम्य अत्यधिक घुलनशील खराब पारगम्य खराब घुलनशील खराब पारगम्य इसलिए 4 वर्गीकरण हैं अत्यधिक घुलनशील अत्यधिक पारगम्य कोई समस्या नहीं है दवाओं को अच्छी तरह से जीआई में घुल मिल जाएगा और वे भी अच्छी तरह से झिल्ली से गुजरेंगे उदाहरण के लिए इस Diltiazem को देखें यह एक दिल का दर्द उच्च रक्तचाप हृदय अतालता और इतने पर है तो यह एक अत्यधिक घुलनशील अत्यधिक पारगम्य है इसलिए इसे वहां बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकर्ता मिलते हैं साथ ही इसे बहुत CH2 भी मिलता है इसलिए यह अच्छी तरह से संतुलित है Enalapril यह उच्च रक्तचाप के लिए है यह अत्यधिक घुलनशील अत्यधिक पारगम्य है लेबेटालोल पुरानी और तीव्र उच्च रक्तचाप है ये सभी लवण हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं लवण प्रोप्रानोलोल उच्च रक्तचाप और पुरानी दिल की विफलता इसलिए ये कक्षा 1 में अत्यधिक घुलनशील और अत्यधिक पारगम्य दवा के तहत आ रहे हैं अब हम class 2 type की दवाओं को देखते हैं कम घुलनशीलता अत्यधिक पारगम्य है इसका मतलब है कि यह हाइड्रोफिलिसिटी कम है पारगम्यता अच्छी है इसका मतलब है कि यह हाइड्रोफोबिक है इबुप्रोफेन की तरह फ्लुबिप्रोफेन पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस संधिशोथ के लिए दिए गए दर्द कोमलता सूजन कठोरता को राहत देता है नेपरोक्सन दर्द कोमलता सूजन से राहत देता है तो यह कम घुलनशीलता है इसका मतलब है कि शरीर से बहुत सारी दवा निकल सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से भंग नहीं होता है लेकिन पारगम्यता का कोई मतलब नहीं है कोई समस्या नहीं है अत्यधिक घुलनशील लेकिन पारगम्यता कम होती है अर्थात यह हाइड्रोफिलिक प्रकार की दवा है तो यह GI पार नहीं करता है Herpes के लिए एसाइक्लोविर दवा है बहुत सारे नाइट्रोजेन और ऑक्सीजेंस फैमोटिडाइन पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रो एसोफैगल रिफ्लक्स यानी एसिड इसोफेगस के माध्यम से बाहर निकलते हैं इस नाइट्रोजन को देखें तो यह काफी हाइड्रोफिलिक है उच्च रक्तचाप माइग्रेन सिरदर्द सीने में दर्द आदि के लिए नाडोल हैं इतनी उच्च घुलनशीलता यह उस के माध्यम से अनुमति नहीं देता है तो स्पष्ट रूप से हमें शरीर के अंदर ले जाने के लिए कुछ वाहक की आवश्यकता होती है जबकि इस वर्ग 2 में घुलनशीलता कम होती है और इसलिए हम वास्तव में लवण बना सकते हैं वे इस का लवण बना रहे हैं लेकिन फिर भी घुलनशीलता कम है इसलिए हमें इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि यह बेहतर तरीके से घुल जाए यहां घुलनशीलता अच्छा है पारगम्यता खराब है इसलिए हमें GI के पार ले जाने के लिए कुछ वाहक प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता है अगले एक कम घुलनशीलता कम पारगम्यता सब कुछ बुरा है यह ठीक से या अच्छी तरह से ठीक से घुल जाता GI में एक ही समय में पारगम्यता भी बहुत खराब है टेरफेनडाइन एलर्जी के लिए है फ़्यूरोसेमाइड विभिन्न चिकित्सा समस्याओं के कारण सूजन द्रव प्रतिधारण को कम करता है तो इन दवाओं में स्पष्ट रूप से गंभीर समस्या है यदि ये दवाएं बड़ी मात्रा में दी जाती हैं तो आपको विषाक्तता भी हो सकती है इसलिए इन दवाओं में उनकी घुलनशीलता और पारगम्यता में सुधार करने के लिए कुछ संरचनात्मक संशोधन करने होंगे घुलनशीलता हम आसानी से इस दवा से लवण बनाने में सुधार कर सकते हैं ताकि OH type के समूह अम्लीय समूहों में डाल दिया जाए लेकिन पारगम्यता कम हो सकती है यदि आप पारगम्यता में सुधार करना चाहते हैं तो हम OH या NH को CH3 के साथ ब्लॉक करते हैं अर्थात इसे और अधिक हाइड्रोफोबिक बनाते हैं तो ये 4 विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण हैं इसे बायोफार्मास्यूटिकल वर्गीकरण उच्च घुलनशील उच्च पारगम्य कम घुलनशील उच्च पारगम्य उच्च घुलनशील कम पारगम्य और कम घुलनशील और कम पारगम्य कहा जाता है तो इन दवाओं में से प्रत्येक के लिए हमें घुलनशीलता या पारगम्यता में सुधार के लिए विभिन्न रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है इसलिए हम जैव उपलब्धता और ADME पर आगे भी जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद